इन दो संयोजनों में से एक या तो 00 या 10 है जो 1 1 ट्रांज़िशन J K फ्लिप फ्लॉप के लिए 1 से 1 ट्रांज़िशन सुनिश्चित करेगा ठीक है तो यह हम पहले से ही फ्लिप फ्लॉप पर अपनी पिछली चर्चा से जानते हैं तब हम मानक संश्लेषण प्रक्रिया का पालन करेंगे इसलिए जब हमारे पास स्टेट ट्रांजिशन आरेख है हम स्टेट टेबल पर जाएंगे और विभिन्न स्टेट के लिए भिन्न भिन्न इनपुट संयोजन प्राप्त करने के लिए एक्साइटेशन टेबल का उपयोग करेंगे अतः 0 0 0 यहां पर प्रारंभिक स्टेट है तो उसके लिए अगली स्टेट 0 0 1 है तो Cn को Cn प्लस 1 तक बदलने के लिए संबंधित इनपुट क्या होगा 0 क्रॉस यहां सेBn भी Bn प्लस 1 में बदल रहा है यानी 0 से 0 तो 0 क्रॉस और An 0 से 1 पर बदल रहा है तो यह 0 से 1 ट्रांजिशन है इसलिए 1 क्रॉस क्या यह स्पष्ट है हम सिर्फ याद कर रहे हैं और हमने पहले के कक्षाओं में सरल संश्लेषण उदाहरण में क्या किया था तो यह पहली पंक्ति है इसी प्रकार दूसरी पंक्ति 0 0 1 के बाद इसे 0 1 0 पर जाना होगा ठीक है तो यह 0 1 0 है और संबंधित ट्रांजिशन 0 से 0 है 0 क्रॉस 0 से 1 1 क्रॉस और 1 से 0 1 से 0 आप यहां पर देख सकते हैं 1 से 0 क्रॉस 1 क्या स्पष्ट है दूसरी पंक्ति भी स्पष्ट है ठीक है तो तीसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति 0 1 0 से 0 1 1 तो 0 0 0 क्रॉस 1 से 1 1 से 1 यह लाइन क्रॉस 0 और फिर 0 से 1 1 क्रॉस ठीक है 0 से 1 1 क्रॉस यदि इसके साथ आप आगे बढ़े तो हम 1 0 1 पर आ जाएंगे अब 1 0 1 के बाद पहले की डिजाइन में जो कि मॉड्यूल 8 काउंटर एक मानक काउंटर था और यह 1 1 0 पर जा रहा था और हम एक अतुल्यकालिक रीसेट कर रहे थे जिस से 1 1 0 और 0 0 0 समान क्लॉक चक्र में आ रहे हैं बहुत कम अवधि के लिए 1 1 0 वहां था अब इस डिजाइन में 1 0 1 के बाद हम सीधे जा रहे हैं सीधे 0 0 0 पर जा रहे हैं यहां यह 0 होना चाहिए यह 0 होना चाहिए ठीक तो 1 से 0 यह क्रॉस 1 होना चाहिए इसलिए यह आपका क्रॉस 1 है 0 से 0 इसलिए यह आपका 0 क्रॉस है और 1 से 0 1से 0 तो यह आपका क्रॉस 1 है क्या यह स्पष्ट है तो वह टाइप करने की त्रुटि थी क्या यह स्पष्ट है 1 से 0 ठीक वह आपका मैं यह एक बार फिर से कर रही हूं तो यह 0 होगा 1 से 0 यह आपका ट्रांज़िशन है क्रॉस 1 तो वह आपका क्रॉस 1 है 0 से 0 0 से 0 यह आपका 0 क्रॉस है और 1 से 0 1 से 0 फिर से क्रॉस 1 अतः यह क्रॉस 1 है क्या यह स्पष्ट है तो 1 0 1 से हम सीधे 0 0 0 पर जा रहे हैं ठीक तो यह चीज हम एक मॉड्यूलो संख्या डिजाइन करने में कर रहे हैं मानक संश्लेषण का उपयोग करके मॉड्यूलो 6 काउंटर डिजाइन की समस्या अनुक्रमिक लॉजिक सर्किट डिजाइन की समस्या इस तरह हम हल करते हैं अगला अगला चरण क्या है

तो यह मानक अनुक्रमिक संश्लेषण तर्क संश्लेषण समस्या है हम देखते हैं कि कैसे यह विशेष सर्किट कैसे यह विशेष सर्किट व्यवहार करती है जब 1 0 1 यहां आता है यहां पर और फिर क्लॉक ट्रिगर के साथ यह कैसे 0 0 0 पर बिना किसी गड़बड़ी के जाता है ठीक है तो 1 0 1 यह 1 है और यह 0 पर है और यह 1 पर है ठीक और जब यह 1 है और यह 0 है और यह 1 है तो इस फ्लिप फ्लॉप के संबंधित इनपुट क्या हैं तो JA KA हमेशा 1 है जो हमने ध्यान दिया है है ना और यह JB हमने पिछले कार्नोफ मैप पर आधारित सरलीकरण से पाया है कि Cn bar An है तो तदनुसार सर्किट तैयार की गई है ठीक है तो Cn bar क्योंकि यह 0 है तो एक साथ यह 0 है और An क्या है An 1 है इसलिए यह 0 1 है ठीक JC KC के बारे में क्या तो JC Bn An है ठीक An 1 है लेकिन Bn 0 है तो यह इनपुट 0 है ठीक और KC के बारे में क्या KC An है An आ रहा है यह 1 है ठीक तो A फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको 11 प्राप्त हुआ है B फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको इनपुट पर 0 1 प्राप्त हुआ है और C फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको इनपुट पर 0 1 प्राप्त हुआ है ठीक अब जब क्लॉक ट्रिगर आती है तब क्या होगा अब जब क्लॉक ट्रिगर आती हैतो आपके पास 11 यह टॉगल करेगा अतः यह 0 हो जाएगा 1 से 0 0 1 इस J K फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 1यदि यह इनपुट है तब यह सिर्फ 0 होगा ठीक और यहां भी यह 0 है इसलिए यह सिर्फ 0 होगा तो क्लॉक एज के साथ वे सभी अतुल्यकालिक रीसेट आधारित मॉड्यूलो 6 काउंटर जहां हमें 1 1 0 मिला है और उस समय इस मान के साथ यह रीसेट हो रहा था और आउटपुट प्राप्त हुआ मेरा मतलब अगली स्टेट 0 0 0 ज्यादा अवधि के लिए प्राप्त हुई थी के विपरीत 0 0 0 पर जाते हैं क्या यह स्पष्ट है

हमें डिजाइन प्रक्रिया में उन्हें स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है और आप कैसे समझ सकते हैं

ठीक अब हम डिज़ाइन के दूसरे पहलू को देखते हैं तो हम इस अप काउंटर पर चर्चा कर रहे थे फिर से इसी प्रकार डाउन काउंटर भी संभव है और यह भी संभव है कि हम यह काउंटिंग स्टेट प्राप्त कर सकें उन्हें इस अर्थ में नियमित होने की आवश्यकता नहीं है कि यह बढ़ते मोड में है हमेशा संख्या 1 के मान से एक के बाद एक बढ़ती जा रही है या 1 से घटती जा रही है ठीक तो यह आवश्यक नहीं है कि इसे वैसा ही होना चाहिए हमें केवल कई अद्वितीय स्टेट की आवश्यकता है ठीक है और उसे डिजाइन प्रक्रिया में भी माना जा सकता है तो यहां इसी प्रकार एक मॉड्यूलो 4 काउंटर है जहां संख्या 0 0 0 1 1 0 1 1 नहीं है फिर से 0 0 यह ऐसा नहीं है यह क्या है 0 0 के बाद 1 0 फिर 1 1 0 1 और फिर 0 0 एक अच्छी चीज इसके बारे में जो आप यहां देख सकते हैं कि सिर्फ एक बिट ही बदल रही है जो कुछ मामलों में कुछ मामलों में उपयोगी हो सकता है तो 2 काउंटिंग स्टेट्स में एक के बाद एक एक बिट अपना मान बदल रही है ठीक है लेकिन अन्यथा महत्व संबंधित डेसिमल तुल्यांक 0 2 3 फिर से 0 थे तो इस अर्थ में यह अनियमित है यह 0 1 2 3 0 या जैसा हमने डाउन काउंट देखा है कि 3 2 1 0 और फिर 3 यह ऐसा नहीं है तो इस अर्थ में और इस विशेष उदाहरण में और क्या है तो हमने पहले JK फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया था अब हम D फ्लिप फ्लॉप पर विचार कर रहे हैं तो D फ्लिप फ्लॉप से भी आप काउंटर डिजाइन कर सकते हैं तो हम देखते हैं कैसे क्योंकि यह D फ्लिप फ्लॉप है इसलिए D फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल प्रयोग करनी होगी यह 0 से 0 है तब इनपुट 0 होना चाहिए 0 1 इनपुट पर 1 होना चाहिए 1 0 इनपुट पर 0 होना चाहिए और 1 1 इनपुट पर 1 होना चाहिए क्या यह स्पष्ट है तो इस प्रकार D फ्लिप फ्लॉप की एक्साइटेशन टेबल हमने पहले की फ्लिप फ्लॉप से संबंधित कक्षाओं में देखा है तो अब 0 0 से 1 0 0 0 से 1 0 फिर 0 1 यदि यह 0 1 है तो यह 0 0 पर जाता है यदि यह 1 0 है यह 1 1 पर जाता है और यदि यहां 1 1 है यह 0 1 पर जाता है अतः आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह एक दूसरे के बाद 0 0 से 0 1 नहीं आ रहा है और यह बस इस तरह से बढ़ रहा है तो आपको डिज़ाइन प्रक्रिया में जब हम कार्नोफ मैप पर इसे मैप करते हैं तो गलती न करें इसके लिए इस पहलू के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है और तब D फ्लिप फ्लॉप जो भी अगला मान है वह इसका इनपुट है ठीक है 1 0 1 0 तो 1 0 1 0 0 0 1 1 तो 0 0 1 1 अतः तदनुसार आप अपनी यह कार्नोफ मैप प्रविष्टि प्राप्त कर सकते हैं और ये समीकरण हैं क्या यह स्पष्ट है ठीक तो इन समीकरणों के साथ हम इस सर्किट को बना सकते हैं और सर्किट काउंटिंग स्टेट्स 0 0 1 0 1 1 0 1 फिर से 0 0 के साथ मॉड 4 काउंटर की तरह व्यवहार करेगा ठीक अतःये उदाहरण मॉड 4 के साथ हैं यह मॉड 8 मॉड 6 मॉड 4 5 किसी और के लिए भी किया जा सकता है और जब भी हम वह मॉड्यूलो संख्या प्रयोग कर रहे हैं जो 2 की पूर्णांक घात न हो उन फ्लिप फ्लॉप के साथ जिनमें कुछ अमान्य स्टेट अप्रयुक्त स्टेट हो सकती हैं यह बेहतर है कि हम इसका ध्यान रखें लेकिन किसी भी तरह के लॉकिंग से बचने के लिए उन्हें डिजाइन विचार में डाल दें अब हमने काउंटर को पल्सेस की संख्या की गिनती के लिए प्रयुक्त होते और फिर डिजिटल क्लॉक जहां सेकंड मिनट और घंटे यह गिनती विभिन्न प्रकार के काउंटर का प्रयोग करके बढ़ रही थी देखा तो मॉड 6 मॉड 10 एक साथ सेकंड और मिनट भी दे रहे हैं और फिर मॉड 12 घंटे की गिनती के लिए यह सारी चीजें हमने काउंटर के उपयोग की तरह पहले देखा है वे मानक उपयोग थे ठीक काउंटर के अन्य भी कुछ उपयोग हो सकते हैं जहां हम देख सकते हैं कि काउंटर का उपयोग इस उदाहरण में सीक्वेंस जनरेटर के लिए किया जा सकता है यह कैसे है